अंतिम कक्षा में हमने विशिष्ट फोटोएलास्टिक फ्रिंज को देखा है जब क्रैक को मोड 1 मोड 2 या मोड 1 और मोड 2 के संयोजन के अधीन किया जाता है हम उन्हें फिर से देखेंगे और मैंने आपको इन फ्रिंज का एक साफ स्केच बनाने के लिए कहा है विशेष रूप से मैं चाहता हूं कि आप अपने नोट में इन फ्रिंज की ज्यामितीय विशेषताओं पर ध्यान दें यदि आपने कुछ भाग पूरा नहीं किया है तो आप इसे देख सकते हैं और उन चित्रों को उपयुक्त रूप से संपादित कर सकते हैं और ये सभी वे फ्रिंज हैं जो आप मोड 1 भार के लिए देखते हैं ये वे फ्रिंज हैं जो आप मोड 2 के लिए पाते हैं इसलिए यदि आप इसके संपर्क में है तो आपके लिए इन फ्रिंज को देखकर पहचानना आसान है चाहे मोड I भार मौजूद हो या मोड II भार मौजूद हो और मैंने पहले ही उल्लेख किया है कि ये सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2 के कंटूर हैं इसलिए जब आप स्ट्रेस क्षेत्र समीकरण विकसित करते हैं तो प्रयोगात्मक परिणामों के साथ तुलना करके उन समीकरणों की सटीकता को सत्यापित करना संभव है वास्तव में हम ऐसा करेंगे फ्रैक्चर यांत्रिकी के विकास में यह बहुत बहुत आवश्यक है और लोगों ने इसकी विश्लेषणात्मक समाधान का फोटोएलास्टिक फ्रिंजिस के साथ तुलना करके सुधार किया है फोटोईलास्टिसिटी आपको मोड 1 मोड 2 या मोड 1 और मोड 2 का संयोजन दे सकता है आप जानते हैं कि यह आपको 3 फ्रिंज नहीं दे सकता क्योंकि यह प्लेन से बाहर है और मिश्रित मोड के मामले में जो मोड 1 और मोड 2 का संयोजन है पहला अवलोकन फ्रिंज हैं जो क्रैक अक्ष के सममित नहीं हैं और वे शीर्ष के साथ साथ नीचे के विभिन्न कोणों पर भी झुके हुए हैं हमने क्रम में रखा और एक सिमुलेटिड प्रेशर वेसल में फ्रिंज क्षेत्र देखा आपके पास वास्तव में एक एन्नुलर रिंग है जो आंतरिक दबाव के अधीन है ज्योमैट्रिक फीचर्स ऑफ फोटोइलास्टिक फ्रिंजेस ऑब्जर्वड नियर दि क्रैक टीप और मैंने आपका ध्यान आकर्षित किया है कि पहली फ्रिंज जो आप यहां देख रहे हैं वह पीछे कि ओर झुकी हुई है दूसरी भी थोड़ी पीछे की ओर झुकी हुई है और तीसरी फ्रिंज आगे की ओर झुकी हुई है और चौथी फ्रिंज लगभग सीधी है और क्रैक की नोक के पास का वास्तव में आपके पास डेटा नहीं है और यह अवलोकन एक प्रयोगकर्ता के लिए काफी महत्वपूर्ण है देखिए हमनें देखा है कि जब आपके पास क्रैक के आसपास के क्षेत्र में क्रैक हैं तो स्ट्रेस बहुत बहुत अधिक होगा और आपके पास प्लास्टिक विरूपण होगा आपके पास वास्तव में पूरी तरह से पकड़ बनने के लिए गणितीय समीकरण नहीं हैं जो दरार टिप पर वास्तव में होता है प्रयोगात्मक दृष्टिकोण से आप पास नहीं जा पाएंगे और डेटा एकत्र नहीं कर पाएंगे आपको केवल दरार टिप के आसपास के क्षेत्र से डेटा एकत्र करना होगा और इसमें आपको कई ज्यामितीय विशेषताएं मिलती हैं जो वास्तव में आपको शामिल करने के लिए एक संकेत देती हैं आपकी विश्लेषणात्मक समीकरण में कितने टर्मस हैं जिनका उपयोग स्ट्रेस इंटेंसिटी फैक्टर की गणना करने के लिए प्रयोग से डेटा निकालने और संसाधित करने के लिए किया जाना चाहिए मल्टीपल रेडियल क्रैक इन एन्नुलर प्लेट्स क्योंकि जब आप वास्तव में व्यावहारिक समस्याओं को देख रहे हैं तो वे सभी परिमित ज्यामिति हैं विश्लेषणात्मक समाधान केवल अनंत ज्यामिति के लिए प्रदान करते हैं या आपके पास रिपीटिड क्रैक्स की एक सीरीस है इस तरह की अच्छी समस्याओं के लिए केवल आपके पास स्ट्रेस इंटेंसिटी फैक्टर के लिए समीकरण हैं किसी भी अन्य समस्या के लिए जब आपके पास स्ट्रेस कनसंट्रेशन क्षेत्र में या परिमित ज्यामिति में क्रैक होता है तो आपको एक संख्यात्मक तकनीक या एक प्रयोगात्मक तकनीक पर निर्भर रहना होगा एक प्रयोगात्मक तकनीक के मामले में आपको डेटा को संसाधित करने के लिए उपयुक्त समीकरणों का उपयोग करना होगा यह बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है और हमने अंतिम वर्ग में एक क्रैक्स की सीरीस इनर बॉउन्ड्री से निकलने वाली रेडियल क्रैक्स भी देखी हैं और ठोस यांत्रिकी की आपकी समझ से क्योंकि यह मोड 1 भार में अनिवार्य रूप से हूप स्ट्रेस के अधीन है और आपने देखा कि इन क्रैक्स की कोई भी अधिक परस्पर संबंध नहीं है जब आपके पास कई क्रैक्स होती हैं यदि वे दूर हैं तो वे वास्तव में सम्बन्धित नहीं हैं और आपने यह भी देखा कि फ्रिंज एक विशिष्ट मोड 1 लोडिंग स्थिति को दर्शाती हैं और आप जानते हैं दबाव वेसल प्रौद्योगिकी में वे वेसल की दबाव वहन क्षमता को बढ़ाना चाहते हैं और आप सभी जानते हैं कि आंतरिक सीमा बहुत अधिक स्ट्रेसड है तो आंतरिक सीमा से निकलने वाली दरारो की संभावना है मान लीजिए कि मैं चाहता हूं कि यह एक उच्च दबाव का सामना करे उसके लिए तकनीकें हैं जैसे कि ऑटॉफ्रेट्टेज विकसित की गई है जो आंतरिक सीमा पर रैसिडुअल कॉम्परैसिव स्ट्रेस को प्रेरित करती है इसलिए यदि मेरे पास आंतरिक सीमा पर रैसिडुअल कॉम्परैसिव स्ट्रेस है तो आंतरिक सीमा से क्रैक्स बढ़ने की संभावना कम हो जाएगी लेकिन यह ऑटॉफ्रेट्टेज क्या करता है यह बाहरी सीमा पर रैसिडुअल टेंसाइल स्ट्रेसिस उत्पन्न करेगा इसलिए जब आप वेसल पर दबाव डालते हैं तो यह बाहरी सीमा पर रैसिडुअल टेंसाइल स्ट्रेस के साथ संयोजन में बाहरी सीमा से निकलने वाली क्रैक्स पैदा कर सकता है और आपके पास एक उदाहरण है जहां बाहरी सीमा पर कई क्रैक्स डाली जाती हैं और आपके पास अलग अलग लंबाई की क्रैक्स हैं और साथ ही वे एक आवधिकता का पालन नहीं करते हैं यह यादृच्छिक ढंग से निरीक्षण करने के लिए किया जाता है क्या क्रैक के बीच कोई बड़ा संबंध है और ठोस यांत्रिकी की आपकी समझ से आप आसानी से कह सकते हैं कि ये क्रैक्स मोड 1 प्रकार के भार का भी अनुभव करती हैं लेकिन क्या आप फ्रिंज पैटर्न में कुछ अलग देखते हैं सभी फ्रिंज पैटर्न में जहां फ्रिंज अच्छी तरह से विकसित होते हैं आप एक अग्र लूप पाते हैं तो आप यहां पाते हैं कि ये वे विशेषताएं हैं जिन्हें हमने एक छोटे क्रैक में देखा था आपके पास फ्रिंज आगे की ओर झुके हुए हैं वे क्रैक अक्ष के सममित हैं लेकिन यह क्रैक एक प्रेशर वेसल में मौजूद है और इस क्षेत्र में स्ट्रेस बहुत अधिक है तो क्रैक टिप एक स्ट्रेस कनसंट्रेशन क्षेत्र में है और क्रैक भी बहुत लंबा है और जो आप पाते हैं आपके पास एक प्रमुख अग्र लूप है आपके पास आगे झुके हुए लूप के अलावा कई ऐसे लूप उपलब्ध हैं वास्तव में यदि मैं प्रायोगिक डेटा को संसाधित करने के लिए एक विश्लेषणात्मक समीकरण का उपयोग करता हूं तो विश्लेषणात्मक समीकरण में इस घटना को दर्शाने के लिए पर्याप्त संख्या में टर्मस होने चाहिए यह पहलू इस प्रयोग से समझने में सक्षम होना चाहिए तभी मैं इसे प्रयोगात्मक जानकारी के आधार पर डेटा रिडक्शन के लिए उपयोग कर सकता हूं यह बहुत बहुत महत्वपूर्ण है और यह वही है जो यहां संक्षेप में प्रस्तुत किया गया है कि ऑटॉफ्रेट्टेज तकनीक बाहरी सतह पर रैसिडुअल टेंसाइल स्ट्रेस को भी प्रेरित कर सकती है जो आंतरिक दबाव के कारण स्ट्रेस के साथ मिलकर बाहरी सतह पर क्रैक्स पैदा कर सकती है इसी कि चर्चा हमने अभी की है और रेडियल क्रैक के साथ एक एन्नुलर प्लेट की समस्या आप कई इंजीनियरिंग अनुप्रयोगों में पाते हैं रेडियल क्रैक्स यांत्रिक घटकों जैसे ब्लेडिड डिस्क असेंबलियों फ्लाईव्हील रेलवे पहियों क्लच प्लेट्स आदि में पाई जाती हैं तो कई व्यावहारिक समस्याएं हैं जो इस श्रेणी में आती हैं क्योंकि वे सभी परिमित वस्तु की समस्याएं है इसलिए प्रयोगात्मक परिणाम बहुत मूल्यवान हैं उन मामलों में क्रैक्स कैसे बनती हैं सेन्ट्रीफ़ियुगल भारण के साथ साथ थर्मल भारण क्रैक के गठन में योगदान करते हैं तो यह व्यावहारिक रूप से एक बहुत महत्वपूर्ण समस्या है रेडियल क्रैक्स के साथ कुंडलाकार प्लेट आंतरिक सीमा या बाहरी सीमा से निकलती है यदि आप समझते हैं कि आप सार्थक तरीके से काफी व्यावहारिक समस्याओं को संबोधित कर सकते हैं और अधिक जानकारी के लिए आप इनमें से कुछ संदर्भों को देख सकते हैं और यह 1997 में प्रकाशित हुआ था यह वास्तव में फ्रैक्चर यांत्रिकी स्ट्रेस क्षेत्र समीकरणों में उच्च क्रम के पद को सामने लाया जिसका उपयोग फोटोएलास्टिक डेटा के प्रसंस्करण के लिए किया जाना चाहिए फिर आपके पास एक और पेपर है जो आवृत्त रेडियल क्रैक से संबंधित है और चक्रीय समरूपता का उपयोग करके मोटी एन्नुलर प्लेटों में स्ट्रेस इंटेंसिटी फैक्टर के मूल्यांकन के लिए संख्यात्मक अध्ययन भी किए जाते हैं बुक्स एंड रिफरेंस आप जानते हैं कि हम फ्रैक्चर यांत्रिकी पर इस अवलोकन के अंत में आए हैं और आपके लिए पुस्तकों और संदर्भों का एक संग्रह है जिन्हें यहाँ संक्षेप में प्रस्तुत किया गया है और प्रोफेसर प्रशांत कुमार की पुस्तक एलीमेंट्स ऑफ फ्रैक्चर मैकेनिक्स यह पहले व्हीलर प्रकाशन द्वारा प्रकाशित किया गया था अब यह टाटा मैकग्रॉ हिल के माध्यम से उपलब्ध है यह आपके पास रखने के लिए काफी अच्छी किताब है इसमें वैचारिक विकास और गणित का संतुलन है यह सस्ती है और मैं आपको इसे आपकी सुविधा के लिए एक पाठ्यपुस्तक के रूप में रखने की सलाह दूंगा और कई अन्य किताबें हैं आईआईएससी बैंगलोर के प्रोफेसर सिम्हा की पुस्तक यह वैचारिक विकास पर अधिक ध्यान केंद्रित करती है और गणितीय दृढ़ता का फ्रैक्चर यांत्रिकी के मूल सिद्धांतों को चलाने के लिए सचेत रूप से जोर देती है और आपके पास एलीमेंट्री इंजिनियरिंग फ्रैक्चर मैकेनिक्स पर ब्रोक द्वारा दी एक बहुत प्रसिद्ध पुस्तक है इसे मूल रूप से क्लूवर अकादमिक प्रकाशकों द्वारा प्रकाशित किया गया था अब यह स्प्रिंगर साइंस एंड बिजनेस मीडिया द्वारा लिया गया है और ब्रोक की एक और महत्वपूर्ण पुस्तक द प्रेक्टिकल यूज ऑफ फ्रैक्चर मैकेनिक्स भी है तो इन सभी संदर्भों में आप लेखक प्रकाशक और प्रकाशन के वर्ष का नाम लिखें इससे इन संदर्भों से आपके लेखन में तेजी आएगी शीर्षक आप हमेशा इंटरनेट पर पा सकते हैं फिर दूसरी पुस्तक गडाउटोस द्वारा फ्रैक्चर मैकेनिक्स एन इंट्रोडक्शन है और इनमें से प्रत्येक आपको फ्रैक्चर यांत्रिकी का एक अलग स्वाद प्रदान करती है आप जानते हैं कि मैंने जो देने का प्रयास किया है वह इन सभी पुस्तकों का एक समूह है जो भी विचार उन्होंने केंद्रित किए हैं वे आपके लिए एक सुविधाजनक तरीके से प्रस्तुत किए गए हैं ताकि आप दोनों अवधारणाओं के साथ साथ गणितीय विकास की सराहना कर सकें आप अवलोकन में सोच रहे होंगे कि हम अवधारणाओं को अधिक सुन रहे हैं लेकिन हम जल्द ही गणित में शामिल हो जाएंगे जहां आप पाएंगे कि गणित काफी जटिल है तो हम ऐसा करेंगे और आप जानते हैं आपके पास कई अन्य पुस्तकें भी हैं ये भी सूचीबद्ध हैं हेलन की एक पुस्तक यह इंट्रोडक्शन टू फ्रैक्चर मैकेनिक्स है यह अत्यधिक गणितीय है और नॉट द्वारा एक पुस्तक है मेगाइड की एक पुस्तक है यह ज्यादातर व्यावहारिक अनुप्रयोगों पर है और आपके पास एक बहुत महत्वपूर्ण हैंडबुक ऑन स्ट्रेस इंटेंसिटी फैक्टरस है फ्रैक्चर यांत्रिकी पर चर्चा करते समय जो हमने पहले ही देखा है कि आपको किसी दिए गए ज्यामिति के लिए स्ट्रेस इंटेंसिटी फैक्टरस का पता लगाने की आवश्यकता है स्ट्रेस कनसंट्रेशन कारकों के लिए पुराने दिनों में आपके पास सविन द्वारा एक बहुत प्रसिद्ध पुस्तक थी यह विभिन्न समस्याओं के लिए स्ट्रेस कनसंट्रेशन डेटा प्रदान करती है इसी तरह की तर्ज पर मुराकामी स्ट्रेस इंटेंसिटी फैक्टर हैंडबुक के साथ सामने आए हैं यह वॉल्यूम 1 और 2 में उपलब्ध है यह हमारे पुस्तकालय में उपलब्ध है जब भी आपको कोई समस्या होती है जिसके लिए आपको स्ट्रेस इंटेंसिटी फैक्टर को जानना होगा तो आप उस पर एक नज़र डाल सकते हैं यदि यह आपके पास है तो इसके साथ आगे बढ़ते है यदि आपके पास यह नहीं है तो एक संख्यात्मक या प्रयोगात्मक दृष्टिकोण के लिए जाएं और अंत में आपके पास एंडरसन की एक पुस्तक है यह एक विश्वकोश की तरह अधिक है यह फ्रैक्चर यांत्रिकी में बहुत सारे विषयों को शामिल करता है और यह भी पुस्तकालय में उपलब्ध है मेरी राय में इसे एक संदर्भ के रूप में अधिक इस्तेमाल किया जा सकता है यह एक पाठ्यपुस्तक के बजाय संदर्भ के रूप में एक बेहतर पुस्तक होगी क्रैक ग्रोथ एंड फ्रैक्चर मैकेनिज्म और अब हम क्रैक ग्रोथ और फ्रैक्चर मैकेनिज्म पर अगले अध्याय की ओर आगे बढ़ते हैं आप जानते हैं कि फ्रैक्चर यांत्रिकी के एक बहुत लंबे अवलोकन के बाद आप काफी अच्छी तरह से समझ गए हैं केवल एक आंशिक विफलता है सेवा और पर्यावरणीय परिस्थितियों के कारण एक क्रैक बढ़ सकती है और क्रिटिकल बन सकती है एक क्रिटिकल क्रैक फ्रैक्चर का कारण बन सकता है जिसके परिणामस्वरूप सामग्री अलग हो सकती है ताकि आप जान सकें इसे हमने फ्रैक्चर यांत्रिकी के अवलोकन में बहुत सावधानी से विकसित किया है तो आपके पास शुरू करने के लिए वह समझ है और हम क्रैक ग्रोथ और फ्रैक्चर के बीच एक सूक्ष्म अंतर करेंगे क्रैक ग्रोथ एक धीमी प्रक्रिया है जबकि फ्रैक्चर एक काफी तेज प्रक्रिया है यह बहुत बहुत तेजी से होता है और हम इस एनीमेशन पर करीब से नज़र डालेंगे और यह दिखाता है कि क्रैक ग्रोथ चरण के बाद एक फ्रैक्चर है और आप इसे ध्यान से देखें आपके पास इस डाइ पैनेट्रेशन तकनीक का उपयोग किया जाता है आप क्रैक ग्रोथ सतह को देखते हैं जो गुलाबी है क्रैक वृद्धि के बाद आपके पास यह सामग्री फ्रैक्चर हो गई है और यदि आप इसे ध्यान से देखते हैं तो आप देखेंगे कि यह पैंतालीस डिग्री पर है इसे शियर लिप कहा जाता है हम देखेंगे कि हमारे लिए विस्तार से क्रैक ग्रोथ से निपटने वाले कुछ मैकेनिज्म को समझेंगे और इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं मैं यह भी बताना चाहूंगा कि एक स्थिर फ्रैक्चर संभव है हमने कहा है कि क्रैक ग्रोथ एक धीमी प्रक्रिया है जबकि फ्रैक्चर एक काफी तेज प्रक्रिया है लेकिन आपके पास एक और घटना भी है जो प्लेटों के इन प्लेन स्ट्रेस के मामले में देखी जाती है एक स्थिर फ्रैक्चर है हालांकि अस्थिर फ्रैक्चर के तुरंत बाद स्थिर फ्रैक्चर होता है आप जानते हैं कि मैं गणितीय विकास की सराहना करने के लिए आपमे एक अच्छी वैचारिक नींव विकसित करने की कोशिश कर रहा हूं क्योंकि आपको यह जानना होगा कि यहां दरार क्रैक ग्रोथ और फ्रैक्चर है और फ्रैक्चर भी लोगों ने स्थिर फ्रैक्चर देखा है और जब आपने एक टूटे हुए नमूने को देखा है तो आप पाते हैं कि एक शियर लिप है और शियर लिप को समझने में कुछ समय बिताना सार्थक है यह एक पारंपरिक टेंशन टैस्ट में ही देखा जाता है शियर लिप इन नेकिंग आप इस पर एक नजर डालेंगे आइए हम पारंपरिक टेंशन टैस्ट पर वापस जाएं आपके पास एक नमूना है जिसे खींचा गया है और इसके फ्रैक्चर के बाद आल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ तक पहुंचने के बाद आप पाते हैं कि वहाँ नेकिंग है और सामग्री अलग हो गई है और नेकिंग का क्या कारण है कैसे नेकिंग को मॉडल किया जा सकता है एक बहुत ही सरल मॉडल है जिसे मैं दिखाने जा रहा हूं नेकिंग के मामले में यह आंतरिक दोष है जो नमूना की लंबाई के साथ तय करता है कि कहां नेकिंग शुरू होगी और क्या होता है जब आपके पास एक आंतरिक दोष है जो नेकिंग को प्रेसीपिटेट करता है और यह दोष आकार में बढ़ता है जो आप यहां देख रहे हैं जो लाल रंग में दिखाया गया है और कुछ समय बाद आप अचानक से सिरों पर पाते हैं कि 45 डिग्री पर एक शियर विफलता है तो सामग्री पृथक्करण नमूने के केंद्र से शुरू होता है और बाहर की ओर बढ़ता है और आपके दोनों तरफ शियर लिप है हम एनीमेशन को पूरा देखेंगे तो यह एक संभावित स्पष्टीकरण देता है कि कैसे नेकिंग को देखा जा सकता है और यह स्लाइड शो क्या है एक सिमुलेशन में यह दिखाया गया है कि नमूने के केंद्र में नेकिंग हुई है इसकी जरूरत नहीं है और मैं आपको एक टेंशन टैस्ट में की गई वास्तविक सामग्री विफलता से उदाहरण दिखाने जा रहा हूं आपके पास एक उदाहरण है आपके पास एक और उदाहरण है यह एल्यूमीनियम का नमूना है एक तीसरा उदाहरण है यह स्टील पर है ये समय के विभिन्न बिंदुओं पर किए गए हैं और ये नमूने जो नेकिंग दिखाते हैं वह अलग अलग हो सकते है तो आप पाते हैं कि यह एक सिमुलेटिड टैस्ट नमूने के मामले में केंद्र में है दूसरी ओर यह इस नमूने के लगभग केंद्र में है यह थोड़ा दूर है जबकि यह पकड़ के बहुत करीब है चूंकि हमने देखा है कि वास्तव में नेकिंग का क्या कारण है आप जानने और करने की स्थिति में हैं क्योंकि आपके पास आंतरिक दोष हैं जो यह तय करते हैं कि नेकिंग कहाँ तक प्रेसीपिटेट होगी तो आप समझ सकते हैं कि यह नमूने की लंबाई के साथ हो सकता है मेरा ध्यान एक नेकिंग के मामले में भी शियर लिप का मूल्यांकन करना है हम इस पर एक नजर डालेंगे और आपके पास जो कुछ भी है वह एक कप और कोन फ्रैक्चर है आप कम या ज्यादा सपाट हिस्से को देख सकते हैं और यह 45 डिग्री पर है यह सब चारों ओर है यह एक गोलाकार नमूना है इसलिए यह एक कप की तरह बनता है और आपके पास एक कोन है जब हम क्रैक ग्रोथ या फ्रैक्चर के लिए विभिन्न मॉडलों को समझना चाहते हैं तो हम कई वैचारिक विकास के लिए बार बार शियर लिप पर लौट आएंगे यह इसका एक दृश्य है मैं चाहूंगा कि आप अधिक से अधिक स्केच बनाएं आप इन सभी बारीक विवरणों को दोहराने में सक्षम नहीं हो सकते हैं कम से कम एक कोन की उपस्थिति जैसी कि आप यहां और एक कप में देखते हैं और आप स्थानीयकृत प्लास्टिक विरूपण देख सकते हैं मेरे पास एक ही नमूने के लिए अलग अलग विचार हैं आपके पास एक टॉप व्यू भी है तो इससे पता चलता है कि आपके पास एक कप है और आपके पास एक कोन है और एक अच्छा एक साइड व्यू भी है तो आपके पास नेकिंग क्षेत्र बहुत स्पष्ट रूप से देखा गया है और यह एक कप और कोन विफलता है यह प्रयोगशाला में विभिन्न छात्रों द्वारा किए गए प्रयोगों से लिया गया है जो भी उपलब्ध नमूने हैं हम उन्हें एक साथ रखते हैं और आप पाते हैं कि टेंशन टैस्ट के मामले में एक कप और कोन विफलता विचार करने योग्य है और आपके पास अनिवार्य रूप से एक शियर लिप है और हम इसका उपयोग फटीग के साथ साथ डक्टाइल फ्रैक्चर के लिए एक मॉडल विकसित करने के लिए करेंगे और हम क्रैक ग्रोथ तंत्र को देखेंगे फटीग से आप बहुत परिचित होंगे और फटीग चक्रीय भार के कारण होता है जब भी लोग क्रैक ग्रोथ के बारे में सोचते हैं तो वे मान लेते हैं कि सभी क्रैक्स फटीग से बढ़ती हैं तो आपको जो ध्यान रखना होगा वह यह है कि फटीग क्रैक ग्रोथ के तंत्र में से एक है और यह व्यापक रूप से प्रचलित है कोई नुकसान नहीं है जब आपके पास क्रैक ग्रोथ होती है यह एक फटीग क्रैक हो सकती है यह बिल्कुल सही है लेकिन यही एकमात्र तंत्र नहीं है आपको यही ध्यान रखना है क्रैक स्ट्रेस कोरोशन क्रैकिंग द्वारा भी बढ़ सकता है जिसे SCC के रूप में संक्षिप्त किया गया है इसमें क्या होता है कि आपके पास वैकल्पिक स्ट्रेस नहीं है लेकिन आपने स्टैटिक स्ट्रेस बनाए रखा है पूरा नमूना एक उत्तेजित वातावरण में है तो यह एक उत्तेजित वातावरण का संयोजन है और स्टैटिक स्ट्रेस को बनाए रखता है जिससे स्ट्रेस कोरोशन क्रैकिंग होता है तब आपके पास एक और घटना संभव हो सकती है वह है क्रीप इसमें आपने उच्च तापमान पर स्टैटिक स्ट्रेस बनाए रखा है व्यवहार में आप जो पाएंगे वह आपके पास इसका एक संयोजन होगा अलग अलग जब आप अध्ययन करते हैं तो आप देख सकते हैं कि फटीग में क्या होता है SCC में क्या होता है क्रीप में क्या होता है लेकिन व्यवहार में आप इनका संयोजन कर सकते हैं आपके पास जो है उसे कोरोशन फटीग के रूप में जाना जाता है क्रीप फटीग यह कोरोशन और फटीग का एक संयोजन है जिसे आप कोरोशन फटीग के रूप में कहते हैं क्रीप और फटीग का एक संयोजन जिसे आप क्रीप फटीग कहते हैं और आपके पास तरल धातु का एमब्रिटलमैंट भी हो सकता है तो कई क्रैक ग्रोथ तंत्र हो सकते हैं और हमें समझने की आवश्यकता है मैंने पहले ही उल्लेख किया है कि आपको संरचनाओं के क्षरण तंत्र को जानने की आवश्यकता है और यह आपके लिए क्षति सहनशील डिजाइन से संबंधित अवधारणाओं को विकसित करने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है जब तक आप क्षरण तंत्र को नहीं समझते हैं आप उपयुक्त तरीकों को विकसित करने की स्थिति में नहीं होंगे हमने क्रैक ग्रोथ तंत्र को देखा है हम यह भी देखेंगे कि फ्रैक्चर तंत्र क्या हैं आपके पास ब्रिटल फ्रैक्चर या क्लैवेज फ्रैक्चर हो सकता है हम उनमें से प्रत्येक को विस्तार से देखेंगे आपके पास एक डक्टाइल फ्रैक्चर है जिसे रपटर भी कहा जाता है हम इनमें से प्रत्येक को विस्तार से देखेंगे और ब्रिटल फ्रैक्चर बहुत बहुत तेज है डक्टाइल फ्रैक्चर भी पारंपरिक दृष्टिकोण से समान रूप से तेज है लेकिन ब्रिटल फ्रैक्चर की तुलना में यह धीमा है फटिग क्रैक ग्रोथ मॉडल जब आप क्रैक ग्रोथ को देखते हैं तो फ्रैक्चर एक बहुत तेज़ प्रक्रिया है चाहे वह ब्रिटल हो या डक्टाइल यहां बस केवल विस्तार पर ध्यान है वे दोनों तेज प्रक्रियाएं हैं ब्रिटल फ्रैक्चर के संबंध में डक्टाइल फ्रैक्चर थोड़ा धीमा है और हमने जो देखा है उससे पहले हम यह समझने की कोशिश करेंगे कि फटिग के कारण क्रैक कैसे बढ़ती है हम इसके लिए एक मॉडल विकसित करेंगे इंगलिस द्वारा समाधान को देखने के बाद आप सहमत होंगे कि बहुत कम भार पर भी बहुत हाई स्ट्रेस कनसंट्रेशन के कारण क्रैक टिप पर अत्यधिक प्लास्टिक विरूपण मौजूद होगा तुम्हें पता है कि मैं फटिग क्रैक ग्रोथ मॉडलिंग के लिए चरणों का एक क्रम दिखाने जा रहा हूं इन चरणों का पालन करने के बाद हम इस एनीमेशन पर जाएंगे और अपनी समझ को स्पष्ट करेंगे कि क्रैक वृद्धि का क्या कारण है तो पहले स्लाइड के इस हिस्से में प्रस्तुत अवधारणाओं पर ध्यान दें और मैं चाहूंगा कि आप इसका एक स्केच बनाएं और केवल समझाने के लिए मैंने टेंशन टैस्ट के मामले में शियर लिप पर ध्यान केंद्रित किया आपके पास एक कप और कोन है और यहां जो महत्वपूर्ण है वह यह है कि आपके पास 45 डिग्री पर एक शियर लिप है तो अब मेरे पास एक क्रैक है क्योंकि लोड लागू किया जाता है आपके पास दरार टिप के आसपास के क्षेत्र में प्लास्टिक विरूपण होगा जो शियर स्ट्रेस के कारण ऐटामिक प्लेनस के स्लिप के कारण होगा तो क्या होगा यह स्लिप जाएगा और आपके पास क्रैक का विस्तार होगा और ऐसी घटना पूरक सतहों में हो सकती है मेरा ध्यान वैचारिक रूप से दिखाना है यहां धातु के माध्यम से क्रैक जिपिंग के विपरीत फटिग के कारण क्रैक के वृद्धि की संभावना है जब यह बहुत तेजी से आगे बढ़ता है तो यह एक फ्रैक्चर है अब हम देखेंगे एक बहुत अच्छा मॉडल जो बताता है कि बार बार लोड होने के कारण क्रैक कैसे बढ़ता है तो पहली बात यह है कि आपको पहचानना होगा कि क्रैक टिप पर प्लास्टिक विरूपण है और यह ऐटामिक प्लेनस के स्लिप के कारण होता है तो यह पूरक सतहो में हो सकता है और यही अगले स्केच में दिखाया गया है तो आपके पास यहां क्या है लगातार स्लिप्स के कारण आप पाते हैं कि क्रैक ने इस तरह से एक आकार लिया है इसका एक साफ स्केच बनाएं यह आपको एक वैचारिक प्रोत्साहन देगा कि फटिग के मामले में क्रैक कैसे बढ़ता है इसके विपरीत आप फ्रैक्चर में क्या पाते हैं और साथ ही जिन लोगों ने इसे खींचा है वे भीl इस एनीमेशन पर एक नज़र डाल सकते हैं इसे 2 3 बार देखने से आपकी अवधारणाएँ स्पष्ट हो जाएंगी तो आप क्या पाते हैं यह क्रैक है जो मूल रूप से इस तरह थी इसने एक आकार ले लिया है जब आप इसे पहचानते हैं कि पूरक सतह पर स्लिप हो सकती है फिर भी आपको पहचानना चाहिए कि आपके पास प्लास्टिक विरूपण है इसलिए कुछ भी तेज नहीं रह सकता है प्लास्टिक विरूपण इसे विकृत करेगा तो आप उचित रूप से अनुमान लगा सकते हैं कि क्रैक खुद से कुंठित हो जाएगा तो आप जो पाते हैं वह इंगलिस समाधान के ज्ञान से एक स्पष्ट क्रैक था आप अनुमान लगा सकते हैं कि स्ट्रेस बहुत अधिक होगा यहां तक कि बहुत छोटे बाहरी भार के लिए भी तो प्लास्टिक विरूपण होगा यह प्लास्टिक विरूपण एक स्लिप का कारण बनता है और आप पूरक प्लेनस में एक स्लिप पाते हैं फिर अंततः आपको लगता है कि कुछ दूरी पर एक क्रैक वृद्धि है और यह प्लास्टिक विरूपण के कारण कुंठित है तो यह सब भार देने के दौरान होता है और जब लोड हटा दिया जाता है जब आप चक्र से गुजरते हैं तो दरार टिप तेज हो जाती है क्योंकि जब आपके पास एक चक्रीय भार होता है तो यह ऊपर और नीचे चलती है इसलिए जब भार को हटा दिया जाता है तो क्रैक तेज हो जाता है फिर पूरी प्रक्रिया को बाद के लोड चक्रों के लिए दोहराया जाएगा आप जानते हैं कि मैं यहां क्या दिखाने जा रहा हूं पहले इस एनीमेशन को इस तरह देखें फिर मैं बड़ा करूंगा क्योंकि आप भार को स्पष्ट रूप से देख सकते हैं इसलिए भार देने के दौरान भार देने के अंत में क्रैक आगे बढ़ता है यह कुंठित हो जाता है तब यह तेज हो जाता है जब इसे हटा दिया जाता है तो आप एनीमेशन के इस पैमाने पर भार देना भार हटाना देख सकते हैं मान लीजिए मैं आपको बताता हूं कि दरार टिप पर क्या होता है आपको यह पहचानना होगा कि यह अत्यधिक आवर्धित चित्र है यह माइक्रोन के स्तर पर है हमने इसे कई बार बढ़ाया है यह बताने के लिए कि फटिग में क्रैक की वृद्धि की बात करने के लिए एक अच्छा मॉडल क्या है आप भार चरण के दौरान पूरक सतहों में स्लिप और स्लिप द्वारा अग्रिम क्रैक देख सकते हैं तो यह तेज हो जाता है फिर यह कुंठित हो जाता है और जब आपने भार हटाया तो क्रैक तेज हो गई है फिर पूरी प्रक्रिया शुरू होती है पूरी प्रक्रिया फिर से शुरू होती है और यहां जो दिखाने का प्रयास किया गया है वह डेल्टा a है जो प्रत्येक चक्र के बाद आता हैं वह थोड़ा अलग होगा कई चक्रों के बाद क्योंकि क्रैक बड़ा हो रहा है स्ट्रेस भी बहुत अधिक होगा तो क्रैक बढ़ने पर वृद्धि भी बड़ी और बड़ी हो जाएगी आपके लिए एक्सट्रपोलेट करना आसान है वास्तव में असाइनमेंट शीट में से एक में माइक्रोग्राफ को संसाधित करके क्रैक ग्रोथ रेट का पता लगाएंगे अब मैं आपका ध्यान इस ओर आकर्षित करने जा रहा हूं कि मॉडल कहता है कि क्रैक टिप ब्लंटिंग है और फिर भार हटाने पर यह तेज हो जाता है क्रैक लोडिंग से बढ़ी है यह कुंठित हो गया है और जब मैं भार हटाता हूं तो यह तेज हो जाता है सामान्य ज्ञान बताता है कि इसे वास्तविक सामग्री पर कुछ अवशेषों को छोड़ देना चाहिए क्योंकि आप कहते हैं कि यह खुल रहा है बंद हो रहा है खुलना बंद होना यह कुंठित और तेज बन जाता है और ऐसा कुछ होना चाहिए वास्तव में ऐसा है लोगों ने पोस्टमॉर्टम किया है और समझा है कि आपके पास जो भी मॉडल है वास्तव में इस तरह के मॉडल को देखने के बाद समझा जा सकता है कि क्या स्ट्रिएशनस के रूप में क्या जाना जाता है हम इसे देखेंगे स्ट्रिएशनस तो स्ट्रिएशनस क्या हैं स्ट्रिएशनस बहुत छोटी बारीकी से फैली हुई उभाड़ हैं जो किसी भी समय क्रैक के नोक की पहचान करता हैं और आपके पास एक नमूने में देखे गए विशिष्ट स्ट्रिएशनस हैं संदर्भ नीचे दिया गया है और आपको पैमाना भी देखना चाहिए यह दो माइक्रोन है यह छोटी दूरी दो माइक्रोन है तो दो माइक्रोन के भीतर आपके पास 1 2 3 4 स्ट्रिएशनस देखी जाती हैं और मैं इस तस्वीर को स्पष्टता के लिए भी बढ़ाऊंगा और इसका एक स्केच बनाने की कोशिश करूंगा और ये उभाड़ क्यों बनती हैं बार बार खुलने और बंद होने के कारण ये उभाड़ बनती हैं यही हमने तब देखा था जब हमने फटिग मॉडल विकसित किया था हमारे पास बार बार खुलने और बंद होने की संभावना है आप उन्हें नग्न आंखों में नहीं देख सकते आपको उन्हें केवल बहुत उच्च आवर्धन पर देखना होगा नमूना इस चिह्नक को वहन करता है और वास्तव में आप यह पता लगा सकते हैं कि लोडिंग किस तरह की है यहां एक अधिभार हो सकता है या बार बार अधिभार तो आप पाते हैं कि यहाँ एक बदलाव है बहुत लंबी क्रैक ग्रोथ है उस तरह के सभी विश्लेषण धातुकर्मीकरते हैं अब हमने देखा है कि वहाँ स्ट्रिएशनस का गठन किया गया है अब आपके पास फटिग क्रैक ग्रोथ मॉडल से एक स्पष्टीकरण है कि क्यों स्ट्रिएशनस का गठन किया जाता है वे समझाने योग्य हैं सभी क्रैक सतहों में आप स्ट्रिएशनस पाते हैं यह सूक्ष्म स्तर पर महत्वपूर्ण पहचान में से एक है लेकिन यह सामग्री पर निर्भर करता है यह सामग्री की संरचना पर भी निर्भर करता है आप जाकर बहस नहीं कर सकते हैं कि यदि स्ट्रिएशनस नहीं देखी जाती है तो क्रैक ग्रोथ नहीं हुई है अधिकांश स्थितियों में आप स्ट्रिएशनस पाते हैं सामग्री की संरचना के आधार पर कुछ अपवाद हैं स्पष्ट स्ट्रिएशनस का गठन नहीं किया गया हो सकता है तो यह भी आपको ध्यान में रखना होगा बैंचमार्क अब हम आगे बढ़ते हैं क्या बेंचमार्क के रूप में जाना जाता है स्ट्रिएशनस के विपरीत देखें बेंचमार्क मैक्रोस्कोपिकली दिखाई देते हैं तो आपको एक बेंचमार्क और एक स्ट्रिएशन के बीच भ्रमित नहीं होना चाहिए ये बेंचमार्क तब बनते हैं जब फटिग क्रैक की वृद्धि बाधित होती है इसका मतलब है आप मशीन को कई घंटों तक चलाते हैं और इसे एक या दो दिन के लिए रोकते हैं फिर से शुरू करते हैं और फिर इसे कई दिनों तक चलाते हैं तब रुकते हैं तो यह सब नमूने एक पहचान रखते हैं आप पोस्टमॉर्टम कर सकते हैं पेड़ों के मामले में देखें जब वे यह पता लगाना चाहते हैं कि पेड़ की उम्र क्या है वे उस पर अंतर्निहित वृतों को देखते हैं तो आप पेड़ का तिथि निर्धारण कर सकते हैं किसी प्रकार की प्राकृतिक घटना तब भी होती है जब किसी संरचना को बाहरी भार के अधीन किया जाता है हमें लगता है कि यह निष्क्रिय है यह निष्क्रिय नहीं है इसमें कुछ तरह की बुद्धिमत्ता भी होती है यह खुद को व्यक्त कर रहा है कि यह वह तरीका है जिसे मैंने लोड किया है यह सब जानकारी मेरे पास है तो यह क्या है जो धातु विज्ञानी अपने पोस्टमॉर्टम विश्लेषण में करते हैं एक सामान्य मैकेनिकल इंजीनियर ने यह पद भी नहीं सुना होगा कि स्ट्रिएशनस क्या है लेकिन एक बार जब आप फ्रैक्चर यांत्रिकी में एक कोर्स करने आते हैं तो आपको भौतिक विज्ञान से कुछ रूढ़ियों की आवश्यकता होती है जो आपको फ्रैक्चर यांत्रिकी को बेहत समझने में मदद करेगी तो यही कारण है कि मैंने सोचा था कि मैं इसे समझाने में कुछ समय बिताऊंगा कि स्ट्रिएशनस क्या हैं और अब हम बेंचमार्क देख रहे हैं मेरे पास एक अच्छी तस्वीर भी है यहाँ फिर से आप एक शियर लिप द्वारा एक विफलता देखते हैं यह हमेशा 45 डिग्री पर दिखाया जाता है मैं चाहूंगा कि आप इसका एक स्केच बनाएं तो इसमें आपके पास एक फटिग क्रैक का ओरिजिन है एक फटीग क्षेत्र और एक रपचर ज़ोन है और फटिग क्षेत्र में आप पाते हैं कि कई अवतल निशान हैं जिन्हें क्लेमशेल के रूप में जाना जाता है वे वास्तव में निशान रोकते हैं उनका नाम बेंचमार्क भी है यदि हिस्सा लगातार संचालित होता है या सेवा में केवल संक्षिप्त रुकावट के साथ बेंचमार्क मौजूद नहीं होगा तो आपको केवल यह जानना होगा कि जब आप विशिष्ट बेंचमार्क पाते हैं तो मशीन का ठहराव और फिर से संचालन होता है और स्ट्रिएशनस क्या हैं इन बेंचमार्क के बीच आपके पास उनमें से कई हजारों हो सकते हैं वे केवल एक माइक्रोस्कोप में ही दिखाई देंगे केवल एक बहुत ही उच्च आवर्धन के तहत वे दिखाई देते हैं तो आपको यह भेद करना होगा कि स्ट्रिएशनस क्या हैं और बेंचमार्क क्या हैं और इस पर फिर से जोर दिया गया है बेंचमार्क और स्ट्रिएशनस के साथ भ्रमित नहीं होना चाहिए यद्यपि वे एक ही क्रैक सतह पर अक्सर मौजूद होते हैं मैक्रोस्कोपिक बेंचमार्क की प्रत्येक जोड़ी के बीच कई हजारों माइक्रोस्कोपिक स्ट्रिएशनस हो सकते हैं और इसका एक साफ स्केच बनाएं और स्ट्रिएशनस और बेंचमार्क के बीच अंतर करें तो आपके पास बेंचमार्क के बीच कई हजारों स्ट्रिएशनस होंगे तो यह बताता है कि फटिग से क्रैक ग्रोथ का तंत्र क्या है अब हम SCC के रूप में संक्षिप्त स्ट्रेस कोरोशन क्रैकिंग पर आगे बढ़ते हैं हमने पहले ही नोट किया है कि SCC टेंसाइल स्ट्रेस और संक्षारक वातावरण के संयुक्त प्रभाव से प्रेरित है टेंसाइल स्ट्रेस कहां आता है कई यांत्रिक असेंबली में देखें कि आपके पास इंटरफेरेंस फिटस है ये इंटरफेरेंस फिटस भी स्थानीय टेंसाइल स्ट्रेस जोन्स का कारण बन सकते हैं या यदि आपके पास एक बड़ी आकर कि पिन है और यह क्या है जो यहाँ संक्षेप में प्रस्तुत किया गया है आवश्यक टेंसाइल स्ट्रेस सीधे लागू स्ट्रेस के रूप में या एसेंबली में उपयोग किए जाने वाले बड़े आकार के पिन जैसे रैसिडुअल स्ट्रेस के रूप में हो सकते हैं और इसे आमतौर पर नजरअंदाज कर दिया जाता है देखें कि क्या आप किसी कंपनी में जाते हैं यदि वे इंटरफेरेंस से एक हिस्सा बनाते हैं तो वे पहचान भी नहीं पाते हैं कि इंटरफेरेंस फिटस आसपास के क्षेत्र में काफी स्ट्रेस पैदा करेगा वे इसे अनदेखा करते हैं जब वे विश्लेषण करते हैं तो वे केवल बाहरी भार लेते हैं और वे अंततः जो भी घटक बनाते हैं वे सेवा में विफल होते हैं फिर वे हमारे पास वापस आते हैं और हमें उन्हें बताना होगा कि आपने इंटरफेरेंस द्वारा बनाए गए रैसिडुअल स्ट्रेसिस की अनदेखी की है तो इंटरफेरेंस फिट बहुत महत्वपूर्ण हैं और आपको उनका सावधानीपूर्वक विश्लेषण करना और संभालना होगा आपको इंटरफेरेंस फिट होने के कारण प्रेरित रैसिडुअल स्ट्रेसिस की भूमिका को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए और यदि आप SCC को देखते हैं तो इसके लिए एक मटेरियल ऐंगल भी है सटीक मिश्र धातु संरचना क्या है जिससे आपको SCC से बाहर आने का कोई रास्ता मिल जाता है अगर मुझे SCC की समस्या है तो मैं मिश्र धातु संरचना के साथ जा सकता हूं और माइक्रोस्ट्रक्चर के साथ काम कर सकता हूं और हिट ट्रीटमेंट भी कर सकता हूं इस तरह के तरीकों से आप SCC के कारण क्रैक ग्रोथ को कम करने से एक रास्ता निकालने में सक्षम हो सकते हैं वास्तव में एक उदाहरण जो हम बाद में देखेंगे वह यह सामने लाएगा कि आपको किसी दिए गए एप्लिकेशन के लिए किस तरह के स्टील्स का चयन करना चाहिए तो निश्चित रूप से माइक्रोस्ट्रक्चर हीट ट्रीटमेंट या मिश्र धातु रचनाएं एक भूमिका निभाती हैं यह फिर से एक क्रैक ग्रोथ है और क्रैक ग्रोथ एक धीमी प्रक्रिया है और यहां आपके पास एक एप्लिकेशन की बहुत अच्छी आवर्धित तस्वीर है यह अनाज की सीमाओं का पालन करते हुए क्रैक के साथ एक इनकोनेल हीट एक्सचेंजर ट्यूब के ग्रेन बाउन्ड्रीस SCC को दर्शाता है यहां सौजन्य भी दिया गया है यह मेटालर्जिकल टेक्नोलॉजीज से संबंधित है और मैं इस तस्वीर को बड़ा करूंगा आप इस पर अलग अलग ग्रेन्स देखेंगे यह इसका एक सरलीकृत स्केच भी बनाता है जिसे आप मोटे काले के रूप में देखते हैं वह वास्तव में क्रैक है जहां क्रैक बढ़ी है यह अनिवार्य रूप से ग्रेन्स की बाउन्ड्रीस पर बढ़ी है तो यह इन्टरग्रेनुलर क्रैक ग्रोथ है और क्रैक टिप कैसे फैलता है संक्षारक कार्रवाई के कारण दरार टिप का विस्तार होता है हमने फटिग में एक अलग प्रक्रिया देखी SCC का कारण बनने के लिए तीन प्रक्रियाओं की पहचान की गई है एक एक्टिव पाथ डिस्सोल्यूशन है दूसरा हाइड्रोजन एमब्रिटलमैंट है तीसरा फिल्म इंडयूसड क्लैवेज है वास्तव में हम अगली कक्षा में इन प्रक्रियाओं को देखेंगे और आज जो देखा वह फोटोइलास्टिक फ्रिंज की ज्यामितीय विशेषताएं थीं जो आपको इस बात का संकेत देता है कि किस तरह का भार मौजूद है और मैंने यह भी बताया अगर मुझे प्रायोगिक डेटा को संसाधित करके स्ट्रेस इंटैन्सिटी फैक्टर का पता लगाना है तो मुझे यथासंभव कई पद के साथ एक उपयुक्त विश्लेषणात्मक समीकरण लेने की आवश्यकता है तो उस क्षेत्र का विश्लेषणात्मक मॉडलिंग जहां से मैं प्रयोगात्मक डेटा लेता हूं मान्य है फिर हमने कुछ पुस्तकों और संदर्भों को देखा और फिर हम एक शियर लिप को समझने के लिए आगे बढ़े कप और कोन फ्रैक्चर के रूप में एक साधारण टेंशन टैस्ट में क्या देखा जाता है हम फटिग से क्रैक के विकास का मूल्यांकन करने के लिए उस समझ का उपयोग करते हैं फिर हम एक और क्रैक ग्रोथ तंत्र पर चले गए जिसका नाम स्ट्रेस कोरोशन क्रैकिंग है